समय विलंब प्रणाली और इन्वर्स रिस्पांस प्रणाली शब्द संग्रह फीडबैक समय विलंब ट्रांसफर फंक्शन फेज मार्जिन गेन मार्जिन सुप्रभात आज हम लोग इस पाठ्यक्रम के पाठ 15 को देखेंगे जोकि दो विषयों पर है समय विलंब प्रणाली का प्रिडिक्टिव कंट्रोल और इन्वर्स रिस्पांस प्रणाली का कंट्रोल इसलिए हम दो विशिष्ट प्रकार की प्रक्रियाओं को देखने जा रहे हैं जो उद्योगों में विभिन्न संदर्भों में उत्पन्न होती हैं और हम इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष संरचनाओं को देखने जा रहे हैं इसलिए जैसा कि हमारा अभ्यास है पहले हम लोग इस पाठ्यक्रम के लिए निर्देशात्मक उद्देश्यों को देखेंगे तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि औद्योगिक प्रक्रिया में समय विलंब किस तरह उत्पन्न होता है और फिर हमें यह समझना होगा कि इस समय विलंब का प्रभाव क्या होगा और क्यों यह आमतौर पर स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है और समस्याएं उत्पन्न करता हैऔर आखिरकार समय विलंब के संदर्भ में इसे नियंत्रित करने का हमें कम से कम एक प्रभावी तरीका देखना होगा और यह भी देखना होगा इसमें क्या क्या शामिल होता है इसी तरह इन्वर्स रिस्पांस प्रक्रियाओं के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि इन्वर्स रिस्पांस क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है और यह कंट्रोल में किस तरह की समस्याएं खड़ी करता है और फिर कम से कम एक उदाहरण देखना है और फिर हमें इन्वर्स रिस्पांस प्रतिपूर्ति का एक तरीका देखना है तो यह वह सब चीजें हैं जिन्हें हम आज सीखने जा रहे हैं तो आइए सबसे पहले समय विलंब के कारणों को देखते हैं समय विलंब का मुख्य कारण परिवहन अंतराल है यह समय विलंब के कारणों का सबसे आम और प्रचलित प्रकार है क्योंकि उद्योग में सामग्री को संचालन और सामग्री हस्तांतरण के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना पड़ता है तरल पदार्थ का प्रवाहगमनागमन इन चीजों में समय लगता है इसलिए इसे परिवहन अंतराल के रूप में जाना जाता है और इस कारण आपको अधिकांश मामलों में समय विलंब देखने को मिलेगा विशेष रुप से रासायनिक प्रक्रिया नियंत्रण के अधिकांश मामलों में परिवहन अंतराल के कारण आपको समय विलंब देखने को मिलेगा तो यह परिवहन अंतराल या तो एक प्रक्रिया में देरी का कारण बन सकता है क्योंकि चीजों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जाना है उदाहरण के लिए आपके पास एक डिस्टलेशन कॉलम है इसलिए यदि आप संयोजन नियंत्रण चाहते हैं और यदि आप एक इनपुट देते हैंमान लीजिए कि कि आप री बॉयलर हीट इनपुट देते हैं तब उस इनपुट के प्रभाव को यात्रा करनी पड़ती है जिससे सामग्री में तापमान में बदलाव होता है और फिर अंततः संयोजन को प्रभावित करने के लिए भौतिक रूप से वाष्प को ऊपर की ओर यात्रा करनी होती है और द्रव को नीचे की ओर यात्रा करनी होती है इसलिए इसमें निश्चय ही कुछ विलंब होता है इसी तरह एक्चुएटर के मामलों में भी होता है आप एक्चुएटर्स के बारे में जानते हैं तो आइए तापमान नियंत्रण का एक मामला देखते हैंतापमान को रिएक्टरों के जैकेटों के चारों ओर गर्म भाप भेजकर नियंत्रित किया जाता है आइए हम एक तरीका देखते हैं यदि आप एक इनपुट देते हैं मतलब यदि आप वाष्प प्रवाह दर को बढ़ाते हैं तो इस बढ़े हुए प्रवाह दर को वास्तव में हिट ट्रांसफर करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है और जैकेट को भरना पड़ता है इसलिए यह परिवहन अंतराल प्रक्रिया और एक्चुएटर दोनों मैं विलंब का कारण बनता है इसी तरह ट्रांसपोर्ट लैग के अलावा ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं जहाँ सेंसर में भी देरी होती है उदाहरण के लिए आप विशेष रूप से कंपोज़िशन कंट्रोल में जानते हैं कभी कभी आपके पास विश्लेषण उपकरण होते हैं जिन्हें लूप में एनालाइज़र कहा जाता है इसलिए वे आपको तरल पदार्थ का विभिन्न गुणरचना के विशेष घटक का प्रतिशत देंगे मेरा मतलब है एक गैस क्रोमैटोग्राफ के जैसा कुछ और ये उपकरण अपने स्वभाव से ही वे कभी कभी देरी शामिल करते हैं तो सेंसर के कारण भी विलंब हो सकता है ऐसे मामलों की एक और श्रेणी है उदाहरण के लिए आजकल उद्योग में बहुत सारे कैमरा आधारित सेंसर का उपयोग किया जाता है अब कैमरा आधारित सेंसर में बहुत अधिक गणनाए शामिल है जो छवि प्रसंस्करण से संबंधित संगणना हैतो कभी कभी इन संगणनाओं में एक निश्चित प्रकार का विलंब शामिल होता है औद्योगिक संदर्भ में प्रायः इस तरह का विलंब उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है लेकिन दूसरी प्रक्रियाओं विशेष रुप से इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रक्रियाओं के संदर्भ में जहां आपको कंट्रोल तेज गति से चाहिए इस तरह के विलंब बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं तीसरा बहुत दिलचस्प मामला जहां देरी हो सकती है यदि लूप में एक मानव है आप जानते हैं कि औद्योगिक उदाहरण से थोड़ा अलग लूप कंट्रोल प्रणाली में मानव के क्लासिक उदाहरणों में से एक कार है इसलिए कार और चालक जोकि कंट्रोलर है वह फीडबैक अपनी आंखों से पाता है और उसके अनुसार कंट्रोल इनपुट देता है उदाहरण के लिए अगर वह देखता है कि आगे की कार का ब्रेक लाइट जल रहा है तो वह इसे देखता है और ब्रेक दबा देता है तो स्वभाविक मानव प्रतिक्रिया के कारण कभी कभी यहां निश्चित मात्रा में कुछ समय लगता है जिसे चालक प्रतिक्रिया समय कहा जाता है और वास्तव में यह परिवहन इंजीनियरिंग में है यह एक ऐसा कारक है जो अंततः यह तय करेगा कि कारों के लिए उपलब्ध सुरक्षित वेग क्या हो सकता है और उस गति पर उनको कितना सुरक्षित दूरी बनाए रहना चाहिए इसलिए लूप में मानव का होना भी कभी कभी विलंब का कारण बनता है अब इस समय विलंब का प्रभाव क्या है तो मेरा मतलब है समय विलंब कैसे समस्या उत्पन्न करता हैं उदाहरण के लिए मैं आपसे अपना एक उदाहरण साझा करना चाहता हूं आपने कुछ आधुनिक बाथरूम देखे होंगे जहां गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति उपलब्ध होती है लेकिन आमतौर पर मैंने ऐसा एक भी बाथरूम नहीं देखा है जहां आप मिश्रित पानी का तापमान निर्धारित कर सकते हैं आम तौर पर जो प्रदान किया जाता है वह एक गर्म पानी का नल है जिसका नॉब आप मोड़ सकते हैं और एक ठंडे पानी का नल अब मान लीजिए कि आप नहाना चाहते हैं और आप पानी एक निश्चित तापमान पर चाहते हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं आप एक कंट्रोल लूप बनाने जा रहे हैंआप यह कैसे करेंगे संभवतः इसे करने का सबसे सुरक्षित तरीका है कि ठंडे पानी को अधिकतम कर दिया जाए और फिर आप अपना हाथ शावर मैं रखें और तापमान को महसूस करें और फिर गर्म पानी को ठीक करें वास्तव में मैं एक दिन यही कर रहा था और कुछ समय बाद मैंने महसूस किया इसलिए मैंने अपना हाथ ठंडे पानी में रखा यह मेरे लिए बहुत ज्यादा ठंडा था इसलिए मैंने गर्म पानी के नल के नॉब को घुमाना शुरु कर दियातो मैं उसे घुमाता गया और फिर अचानक मैंने पाया कि पानी बहुत ज्यादा गर्म है और फिर मैंने गर्म पानी को कम करना शुरू किया और फिर अचानक मैंने पाया कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है मैं इसे अनजाने में कर रहा था और दो तीन चक्रों के बाद मैंने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि क्या हो रहा है मैं एक विशेष तापमान निर्धारित क्यों नहीं कर पा रहा हूं बल्कि हमेशा पॉजिटिव पक्ष या नेगेटिव पक्ष से अधिक बढ़ जा रहा हूं और मुझे महसूस हुआ कि वाह यहाँ यह हो रहा है यह एक विशिष्ट मामला है जो अक्सर एक दोलन प्रक्रिया कंट्रोल लूप में होता है और ऐसा क्यों हो रहा था लूप दोलन क्यों कर रहा था लूप दोलन कर रहा था क्योंकि मेरे नॉब को घुमाने और पानी के वास्तव में मेरे हाथ तक पहुंचने के बीच में कुछ समय लग रहा था क्योंकि इसे पाइप के द्वारा यात्रा करनी पड़ रही थी तो वहां एक परिवहन अंतराल था लेकिन सेंसर में कोई अंतराल नहीं था क्योंकि उस अंतराल की तुलना में तापमान महसूस करने का अंतराल नगण्य था और मेरा कंट्रोलर गेन भी बहुत ज्यादा था क्योंकि आपको पता है कि बाथरूम में जो नल होता है वह वास्तव में तेजी से खुलने वाले वाल्व होते हैं ताकि आप घुंडी के एक छोटे से मोड़ से प्रवाह की दर को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकें और फिर मैं भी अधीर हो गया था क्योंकि मुझे सुबह कहीं जाना था इसलिए मैं बहुत तेज़ी से घुंडी चला रहा था इसलिए मेरा कंट्रोलर गेन बहुत अधिक था और लूप में देरी थी इसलिए इसके परिणामस्वरूप यह एक अस्थिर प्रक्रिया लूप था जो लगातार दोलन कर रहा था इसलिए यह वही है जो एक प्रक्रिया लूप में होता है यदि कंट्रोलर गेन बहुत अधिक हो तो यह दोलन करने लगेगा अब इस घटना का तकनीकी रूप से थोड़ा और विश्लेषण करते हैं तो यहां आपके पास यह एक मानक प्रक्रिया कंट्रोल लूप है जिसमें यह कंट्रोलर है और यह प्लांट है और यह वह विलंब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था तो यह एक साधारण प्रक्रिया कंट्रोल लूप है ठीक है तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है इसलिए जाहिर है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है GGc e sTd1GGc e sTd यह विलंब है तो आइए ट्रांसफर फंक्शन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है तो सबसे पहले यह देखते हैं कि आप DC या स्टेडी स्टेट ट्रांसफर फंक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं सभी मामलों में नहीं लेकिन अधिकांश मामलों में आप s को 0 के बराबर करके स्टेडी स्टेट बर्ताव प्राप्त कर सकते हैं इसलिए अगर हम समय विलंब पर आधारित s को 0 कर दें तो यह ट्रांसफर फंक्शन GGc 1GGc हो जाएगा इसलिए स्टेडी स्टेट ट्रांसफर फंक्शन समय विलंब द्वारा प्रभावित नहीं होता है ठीक है तो संदेश यह है कि स्टेडी स्टेट में समय विलंब का कोई प्रभाव नहीं होता है लेकिन हमने अभी तुरंत देखा था कि इसका प्रभाव होता है मतलब इसका प्रभाव होता है लेकिन ट्रांजियंट स्टेट में मतलब जब सेट प्वाइंट में बदलाव होता है या जब बाधाएं आती हैं तब इसका बुरा प्रभाव होगा और यही वह समय है जिसमें हो सकता है प्रक्रिया दोलन करना प्रारंभ कर दें तो चलिए अब उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो अब फिर से उसी ट्रांसफर फंक्शन को देखते हैं थोड़ा अलग तरीके से तो हमारे पास वही ट्रांसफर फंक्शन है मैं अब लूप को अलग तरीके से देख रहा हूं शुरुआत में हमारा ट्रांसफर फंक्शन GGc e sTd1GGc e sTd था तो अब इस e sTd को यदि मैं बाहर ले लूं तो ट्रांसफर फंक्शन का यह भाग इस ब्लॉक द्वारा दर्शाया जा सकता है तो अब आप देखिए की इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को मैं ब्लॉक डायग्राम के रूप में इस प्रकार दर्शा सकता हूं अगर आप यहां एक स्टेप इनपुट देते हैं तो प्रतिक्रिया में एक समय विलंब होगाआउटपुट कभी भी तुरंत बढ़ना प्रारंभ नहीं करेगा और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते यह इस प्लांट का स्वभाविक व्यवहार है अब यह प्लांट इस समय विलंब के अलावे विलंब मुक्त प्लांट जिसमें हम साधारण फीडबैक कंट्रोल कर सकते हैं से किस प्रकार भिन्न है एक तो यह इस तरीके से भिन्न है कि यहां आउटपुट में एक समय विलंब होगा अब इस समय विलंब को नज़रअंदाज़ तो नहीं किया जा सकता लेकिन इस समय विलंब के कारण प्लांट की स्थिरता में कोई समस्या नहीं होगी सिर्फ प्रतिक्रिया मैं td समय का विलंब होगा लेकिन वो तो यह विलंब है जो स्थिरता में समस्या उत्पन्न करेगा क्योंकि यह लूप फेज जोड़ने जा रहा है ठीक है यह sTd है मतलब यह लूप फेज अंतराल जोड़ने जा रहा है और यही समस्या खड़ी करेगा अब आप देखिए यह कैसे समस्या उत्पन्न करता है तो इसे समझने के लिए सबसे पहले इस बात को रेखांकित करना होगा कि विलंब मुक्त प्रक्रिया में यह एक सीधा पद होता था लेकिन इस समय विलंब प्रक्रिया में हम लोग लूप गेन मैं बिना कुछ जोड़ें अतिरिक्त लूप फेज विलंब जोड़ने जा रहे हैं क्योंकि इस ऑपरेटर का आयाम हमेशा 1 है यहां सिर्फ एक फेज अंतराल है तो यह लूप फेज अंतराल जोड़ता है और इसलिए यहां कुछ टिप्पणियां हैं जिसे हम विस्तार से देखेंगे यह गेन और फेज मार्जिन को कम करता है तो यह गेन और फेज मार्जिन को कैसे कम करता है यह हम देखेंगे यह ये भी कहता है किअस्थिरता से बचने के लिए गेन को सीमित करना होगा जाहिर है अगर आपका गेन मार्जिन कम हो जाता है तो गेन का स्वीकार्य स्तर कम हो जाता है इसलिए आपको कम गेन इस्तेमाल करना चाहिए अब हम जानते हैं कि जब भी हम कम गेन का इस्तेमाल करते हैं तो यह समस्या आती है कि आपके पास खराब ट्रांजियंट रिस्पांस आता है उदाहरण के लिए कुछ मामलों में यदि आप एक आनुपातिक कंट्रोलर का उपयोग कर रहे हैं और यदि आप एक छोटे गेन का उपयोग करते हैं तो आपको अधिक स्टेडी स्टेट त्रुटि मिलने वाली है क्योंकि स्टेडी स्टेट में विलंब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन अगर स्थिरता के कारण किसी को K का एक छोटा मान का उपयोग करना पड़ता है तब K का कम मान सबसे बड़ी स्टेडी स्टेट त्रुटि का कारण बनने वाला है जो प्रदर्शन में गिरावट है इसलिए यह समय विलंब की प्रमुख समस्या है लेकिन इससे पहले आइए हम देखते हैं कि यह गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैसे घट जाता है मान लीजिए कि मूल प्लांट के ट्रांसफर फंक्शन का नक्विस्ट प्लॉट इस प्रकार का है ठीक है तो इस दिशा में हमें पता है 𝛚 बढ़ रहा है इसलिए यह बढ़ती आवृत्ति की दिशा है ये दो अक्ष हैं यह काल्पनिक GH अक्ष है और यह वास्तविक GH अक्ष है तो यह आम तौर पर फेज क्रॉस ओवर आवृत्ति कहा जाता हैऔर यह वह आवृत्ति है अगर यहां गेन GM1 है तो गेन मार्जिन 1GM1 है यह विलंब मुक्त लूप के लिए है अब यदि आपके पास देरी के साथ एक लूप है तो क्या होता है कि अब हर आवृत्ति पर परिमाण समान रहेगा और एक फैज अंतराल जुड़ जाएगा इसलिए यदि आप निरंतर परिमाण लोकी जोड़ते हैं और इस आवृत्ति पर मान लेते हैं तो फेज अंतराल आवृत्ति के लिए आनुपातिक होगा तो इस आवृत्ति पर मान लें इतना फेज अंतराल जोड़ा जाता है इसलिए इस आवृत्ति पर जो ज्यादा है कुछ और फेज अंतराल जोड़ा जाएगा तो यदि दूसरे शब्दों में कहें तो प्लांट अब एक अलग प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करेगा तो अब यह इस प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करेगातो अब मैं इसे एक दूसरे रंग से बना देता हूं ताकि हम इस घटना को समझ पाए मैं इसे हरे रंग से बना रहा हूं इसलिए अब नया विलंब के साथ प्लांट इस हरी रेखा का अनुसरण करेगा तो यह विलंब के कारण स्थानांतरित हो गया है तो अब यह हो रहा है कि अब आपका फेज मार्जिन कम हो गया है इससे पहले फेज मार्जिन क्या था फैज मार्जिन यह था यह फेज था इसे गेन क्रॉस ओवर आवृत्ति कहा जाता हैइसलिए फेज मार्जिन यह कोण था अब फेज मार्जिन घट गया है और वह यह कोण है इसी तरह गेन बढ़ गया है इसलिए गेन मार्जिन घट गया है तो यदि गेन GM2 है तो गेन मार्जिन 1GM2 होगा तो यह घट गया है तो इस प्रकार प्रणाली धीरे धीरे अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है और इसलिए अधिकतम गेन जो आप प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं उसे पीली रेखा द्वारा दर्शाया गया है और प्लांट जिसे हरी रेखा द्वारा दर्शाया गया है उसमें आप कम गेन इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो यही वह कारण है जिसके चलते स्थिरता की समस्या को टालने के लिए गेन को कम किया जाता है और जिसके कारण प्रतिक्रिया में समस्या उत्पन्न होती है तो यह वह बिंदु है जिसे मैं बताने की कोशिश कर रहा था तो चलिए वापस हम अपनी चर्चा पर चलते हैं तो अब इसलिए मुझे एक काल्पनिक उपाय प्रस्तुत करने दें कि यह बहुत अच्छा होगा यदि इस देरी को वैसे भी दूर करना संभव नहीं है लेकिन अगर किसी तरह हम इस बिंदु से प्रक्रिया की फीडबैक ले सकते हैं तो कम से कम इसकी स्थिरता वाला भाग कम से कम स्थिरता के दृष्टिकोण से मैं इस विलंब के प्रभाव को बेअसर कर सकता हूं यह Gc है इस तथ्य के अलावे की प्रतिक्रिया में कुछ विलंब होगा जोकि आमतौर पर औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आप जो भी प्रतिक्रिया चाहते हैं वह थोड़ी देर बाद मिलेगा और यह कोई बड़ी समस्या नहीं है लेकिन समस्या है फीडबैक लूप में बदलाव की इसलिए किसी तरह अगर मैं वहां से फीडबैक ले सकता हूं लेकिन मैं वहां से फीडबैक नहीं ले सकता हूं क्योंकि यह बिंदु प्रक्रिया के अंदर है और यह मापनीय नहीं है वास्तव में यह प्रक्रिया का एक आंतरिक हिस्सा हैठीक है इसलिए चूंकि यह बिंदु मापनीय नहीं है इसलिए यह समाधान काल्पनिक है क्योंकि हम फीडबैक नहीं ले सकते हैं इसलिए अब अगर हम ऐसा कर सकते तो मैं और अधिक बेहतर मार्जिन प्राप्त पता पुराने मामलों की तरह मैं मार्जिन को बेहतर कर पाता जिससे कि मार्जिन बना रहता और कम नहीं होता और इसलिए मैं उच्च कंट्रोलर गेन का इस्तेमाल कर पाता और मैं समय विलंब द्वारा लगाए गए अतिरिक्त स्थिरता के प्रतिबंध की चिंता किए बिना ट्रांजियंट रिस्पांस को और भी बेहतर बना पाता तो समस्या यह है कि मैं इसे कैसे करूंगा तो इसे करने के लिए मुझे इसे शेष का व्यवहारिक संस्करण सिद्ध करने दीजिए अब मैं यह करने जा रहा हूं कि आप देखिए कि मैं मूल फीडबैक दे रहा हूं और इसके अलावे मैं एक अतिरिक्त फीडबैक दे रहा हूं इसलिए आदर्श सेटिंग में यह आमतौर पर y G e sTd U है इसलिए यह y G e sTd U है और दूसरी तरफ अब आप देखते हैं कि यदि यह एक बड़ा यदि है लेकिन यदि मैं G और Td को बहुत सटीक रूप से जानता तो कोई कारण नहीं है कि क्यों मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को सिमुलेट नहीं कर पाऊँ और फिर इसे U से फीड करूं क्योंकि यह कंट्रोलर से आ रहा है तो मेरे पास कंट्रोलर पहले से ही हैअगर मुझे मॉडल पता हो तो U को पाने के बारे में कोई समस्या नहीं है अगर मुझे G पता हो और अगर मुझे यह Td पता हो लेकिन प्रश्न यह है कि आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे लेकिन कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास यह सब है फिर आप उन्हें यहां रख सकते हैं और तब आप देखिए मैं इसे और इसे जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा मुझे Gu मिलेगा तो यह Gu क्या है Gu यहां एक सिग्नल है यह Gu है तो इस पद को जोड़कर मैं एक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूं जैसे कि मैं यहां एक काल्पनिक फीडबैक बना रहा हूं मैं यही चाहता हूं तो अगर मैं यह करूं तो मैं उस तरह का गेन इस्तेमाल कर पाऊंगा जिसे मैं बिना विलंब वाली प्रक्रिया में इस्तेमाल कर सकता था तो यह स्मिथ प्रिडिक्टर कंट्रोल का मूल सिद्धांत है इसे प्रिडिक्टर क्यों कहा जाता है यह पद प्रिडिक्टर क्यों क्योंकि वास्तव में मैं यहां आउटपुट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि यह y है यह आउटपुट है और यह क्या है यह कुछ नहीं बल्कि भविष्य का आउटपुट है जो यहां Td समय के बाद मापनीय रूप में प्रकट होगा तो मैं इसे फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं या दूसरे शब्दों में कहें तो मैं इस आउटपुट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और फिर इसे फीडबैक दे रहा हूं इसलिए इसे स्मिथ प्रिडिक्टर कंट्रोल कहा जाता है अब निश्चित रूप से कई प्रश्न हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं इसलिए पहला सवाल यह है कि आपको इसे करने में सक्षम होने की आवश्यकता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इसे सटीक रूप से जानने की आवश्यकता है आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि समय की देरी का अनुमान लगाना आसान है क्योंकि अक्सर प्रतिक्रिया में समय विलंब और टाइम कांस्टेंट के बीच भ्रम रहता है वे वास्तव में एक ही तरह की प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं इसलिए समय विलंब और टाइम कांस्टेंट के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन समय विलंब और टाइम कांस्टेंट बहुत ही ठोस तरीके से भिन्न होती है वह तरीका क्या है उदाहरण के लिए आपके पास K 1 sτ नामक एक ट्रांसफर फ़ंक्शन है यह τ टाइम कांस्टेंट है इसलिए जहां तक फेज प्रतिक्रिया का संबंध है तो आइए अब एक सफेद पृष्ठ लेते हैं और देखते हैं यह क्या आएगा तो K 1 sτ का फेज 90º तक सीमित होगा यह 90º से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है और दूसरी तरफ ke sτ का फेज ऐसा होगा जो आवृत्ति के साथ रेखीय रूप से बढ़ेगा इसका मतलब है इसकी कोई सीमा नहीं होगी उदाहरण के लिए इस प्रणाली का फेज हमेशा 90º से कम रहेगा लेकिन इस प्रणाली का फेज किसी आवृत्ति पर 180º बिंदु को पार कर जाएगा जोकि स्थिरता के लिए अंतिम बिंदु है तो यहां प्रक्रिया में समय विलंब के कारण हमेशा एक फेज अंतराल रहेगा जो हमेशा 180º को पार कर जाएगा लेकिन प्रश्न यह है कि उस बिंदु पर गेन क्या होगा स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए आपको उस बिंदु पर गेन को कम रखना होगा इसी कारण से इस मामले में आपके पास गेन की एक सीमा रहती है यदि आपके पास गेन की कोई सीमा ना रहे तो देखिए क्या होगा कि मेरा मतलब है टाइम कांस्टेंट और समय विलंब थोड़ा अलग है समय विलंब संभावित रूप से अधिक जोखिम भरा है लेकिन टाइम कांस्टेंट से उन्हें अलग करना हमेशा इतना आसान नहीं होता है इसलिए डेड टाइम का अनुमान लगाना मुश्किल है और इसलिए हमारे पास एक रूढ़िवादी डिजाइन होना चाहिए मतलब कि हमें हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए कंट्रोलर k को डिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि यदि हम एक सर्वोत्तम मामले में विलंब के लिए कंट्रोलर डिज़ाइन करते हैं और यदि विलंब अधिक है तो अस्थिरता आ सकती है इसलिए यह एक और समस्या है कि जैसे कि हमें गेन को सीमित करना है और इस तथ्य के कारण कि हम अपने डिजाइन में कई मामलों में देरी का सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं हम इसे रूढ़िवादी रूप से अनुमान करेंगे और ज्ञान की कमी के कारण गेन को और सीमित कर देंगे एक और मामला यह भी हो सकता है कि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां देरी शायद अलग अलग हो आप देखते हैं कि देरी किस कारण से होती है देरी परिवहन अंतराल के कारण होती है यह मूल रूप से सामग्री को एक दिए गए दूरी तक पहुंचने में लगा समय है इसलिए यह समय निश्चय ही प्रवाह दर पर निर्भर करेगा अब प्रवाह दर किस पर निर्भर करता है प्रवाह दर आमतौर पर प्लांट के परिचालन स्थिति पर निर्भर करता है इसलिए एक रिएक्टर अगर 50 आयतन उत्पन्न कर रहा है तो प्रवाह दर आधी हो जाएगी आम तौर पर अगर यह 100 प्रतिशत लोड पर काम कर रहा है तो इसलिए समय विलंब कम हो जाएगी इसलिए अब विभिन्न परिचालन स्थितियों के आधार पर एक प्रक्रिया में समय विलंब भी अलग अलग हो सकती है पहले इसका आकलन करना मुश्किल हो सकता है दूसरा यह भिन्न भी हो सकता है इसलिए यदि आप सभी ऑपरेटिंग बिंदुओं के लिए एक एकल कंट्रोलर डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा एक ऐसा डिज़ाइन बनाना होगा जो सबसे खराब देरी के लिए अच्छा होगा जिसका अर्थ है कि विलंब के सबसे अच्छे मामले के लिए आपको बहुत खराब प्रतिक्रिया मिल सकती है तो ये वास्तव में समय विलंब प्रणाली की समस्याएं हैं जिसे हमें किसी तरह दूर करना होगा अब इन चीजों को कैसे दूर किया जाएगा यदि यह G और यह Td ठीक से ज्ञात नहीं है तो मैं जिस प्रतिपूर्ति की बात कर रहा हूं वह नहीं होगा यह केवल आंशिक रूप से होगा इसलिए यहां भी हमें एक रूढ़िवादी डिजाइन बनाना होगा लेकिन कम से कम स्थिति अब थोड़ी बेहतर है एक और बिंदु बहुत दिलचस्प बिंदु जो मैं उल्लेख करना चाहता था कि अगर हम Gu कि गणना चाहते हैं और फिर हम कह रहे हैं कि हमें G की जरूरत है हम लोग यह मान रहे हैं कि हम G सही रूप से जानते हैं इसलिए अगर आप Gu की गणना करना चाहते हैं और फीडबैक देते हैं और अगर हमारे पास u है और हम G को जानते हैं तो फिर हमें इस फीडबैक की जरूरत ही क्या है हमें यह क्यों चाहिए क्यों नहीं हम सिर्फ u ले और फिर इसे G से गुना कर दें और फिर एक फीडबैक दे दें यह सबसे आसान होगा लेकिन फिर हमें क्या मिलेगा फिर हमें जो मिलेगा उसे ओपन लूप कंट्रोल कहते हैं यह कोई फीडबैक नहीं है और ओपन लूप कंट्रोल की समस्या यह है कि G मैं कोई भी त्रुटि सीधे आउटपुट y को प्रभावित करेगी और यहां किसी भी बाधा में सुधार नहीं होगा फीडबैक कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको त्रुटियों से बिना प्रभावित हुए प्रदर्शन देता है निश्चय ही आपको कुछ चीजों को जानने की जरूरत होगी लेकिन छोटी मॉडलिंग त्रुटियां प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेंगे यही एक कारण है जिसके चलते फीडबैक कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है वास्तव में यह मॉडलिंग त्रुटियों की उपस्थिति में नहीं है यह G sTd नहीं है इसलिए यदि आप एक मॉडल के अनुसार विलंब सुधार का लाभ चाहते हैं और फिर मॉडलिंग त्रुटियों के साथ साथ गड़बड़ी के लिए भी अपने कंट्रोल प्रदर्शन को संवेदनशील रखना चाहते हैं तो आपको फीडबैक माप अवश्य करना चाहिए इसलिए आप इसे केवल G से गुणा करके भेज नहीं सकते हैं क्योंकि तब आप वास्तविक वास्तविकता से अंधे हो जाएंगे और यदि कोई गड़बड़ी है तो वह यहां प्रकट नहीं होगी इसलिए यह इस कारण से हालांकि आदर्श स्थिति के तहत यह वास्तव में Gu निकलता है लेकिन वास्तविक स्थिति में यह Gu नहीं होता है और आपका कंट्रोल लूप इन चीजों जैसे कि बाधाओं मॉडलिंग त्रुटि इत्यादि के लिए अंधा नहीं हो जाएगा तो इस कारण से आपको फीडबैक अवश्य रखनी चाहिए और इसी कारण से हमने इसे Gu लेने के बजाय इस पद को जोड़ा है इसलिए ये चीजें अवश्य होनी चाहिए ये मूलभूत सिद्धांत है जो कि कंट्रोल में व्यवहार होने चाहिए